प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है तो पिछले व्याख्यानों में हमने रूट डेवलपमेंट के कुछ उदाहरणों को समाप्त किया है आज की कक्षा हम शूट डेवलपमेंट के साथ शुरू करेंगे और विशेष रूप से हम आज शूट एपिकल मेरिस्टेम मेन्टिनॅन्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे हमने देखा है कि डेवलपमेंट के दौरान मूल बॉडी प्लान जो एम्ब्रीओजेनिसिस की प्रक्रिया के दौरान स्थापित की जा रही है एक विशिष्ट परिपक्व भ्रूण यहां आप देख सकते हैं कि शूट और रूट सिस्टम पहले से ही बॉडी प्लान है रूट और शूट सिस्टम के लिए पहले से ही मूल बॉडी प्लान स्थापित है शारीरिक अक्ष की स्थापना की जाती है और फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम को अक्ष के साथ स्थित किया जाता है और यह आपने रूट में देखा है कि यह उचित वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से दोनों रूट सिस्टम के साथ साथ शूट सिस्टम में विभिन्न अंगों का पोस्ट इम्ब्रीऑनिक विकास शूट सिस्टम पोस्ट इम्ब्रीऑनिक विकास के बाद परिपक्व पौधे बनाता है परिपक्व पौधों में आपके पास पौधे की प्रजातियों के आधार पर कई भाग या कई अंग होते हैं बुनियादी संरचना में हमारे पास स्टेम कुछ शाखाएं कुछ कलियाँ हैं और बाद में वनस्पति चरण से ट्रेन्ज़िशन के बाद प्रजनन चरण में हमारे पास इन्फ्लोरेसन्स नामक कुछ संरचना होती है और इन्फ्लोरेसन्स में हमारे पास फूल होते हैं एपेक्स पर शूट एपेक्स नामक यह मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र या वह क्षेत्र है जहां स्टेम सेल मूल रूप से तैनात हैं स्टेम कोशिकाएं जो शूट के प्राथमिक विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं और इसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है इसलिए हम विवरण में देखेंगे कि क्या हो रहा है और शूट एपिक मेरिस्टेम कैसे बनाए रखा जाता है यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शूट एपेक्स में समन्वित प्रक्रिया चल रही है तो स्टेम सेल मेन्टिनॅन्स के साथ साथ सेल डिफ़र्इन्शीएशन के बीच समन्वय और कुछ कोशिकाएं मूल रूप से उन कोशिकाओं में होती हैं जो नीले रंग में होती हैं यह स्टेम सेल है और यह जीवन भर या पौधे के बढ़ने तक बनाए रखा जा रहा है और जब ये कोशिकाएँ इस अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं जब यह अपना स्थान छोड़ती हैं या जब यह अपना डोमेन छोड़ती है तो यह डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है और डिफ़र्इन्शीएशन में मेरिस्टेम की पहचान के आधार पर यह अलग पहचान या अलग चरण लेता है उदाहरण के लिए यदि मेरिस्टेम की पहचान शूट है तो यह शूट के लिए लेटरल ऑर्गन बनाएगा उदाहरण के लिए पत्ती लेकिन अगर मेरिस्टेम की पहचान इन्फ्लोरेसन्स है तो यह पुष्प विकास की प्रक्रिया से गुजरेगा तो यह एक विशिष्ट उदाहरण है जिसे आप देख सकते हैं यह है प्रिमोर्डिया P0 P1 P2 विभिन्न अंग विकसित हो रहे हैं और लेकिन फिर भी कोशिका विभाजन और कोशिका डिफ़र्इन्शीएशन के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है और यह शूट मूल रूप से निश्चित समय बिंदु के बाद होता है यह प्रजनन चरण में स्थानांतरित होता है अब यह फूल बनाता है फूलों में यह सीपल्स पंखुड़ियों पुंकेसर और कार्पेल बनाता है और अधिकांश फूलों में कार्पेल बनाने के बाद स्टेम सेल मेन्टिनॅन्स की यह प्रक्रिया बाधित होती है यह पूरी तरह से दबा हुआ है तो यही कारण है कि अब नहीं या अब स्टेम कोशिकाओं का मेन्टिनॅन्स नहीं है और इसे डिटर्मनेट डिवेलॅप्मॅन्ट कहा जाता है तो इनडिटमिनेसी डिटर्मनेट डिवेलॅप्मॅन्ट में परिवर्तित हो जाती है तो यह शूट एपिकल मेरिस्टेम का एक दृष्टिकोण है और इसी तरह शूट एपिकल मेरिस्टेम संयोजित किया जाता है यह मूल रूप से इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम है यदि आप शीर्ष पर देखते हैं तो इस तरह से बढ़ रहा है Arabidopsis इन्फ्लोरेसन्स दिखता है ये अलग अलग फूल हैं ये शुरुआती फूल हैं ये परिपक्व फूल हैं जहां आप देख सकते हैं कि वे पहले से ही आ गए हैं यदि आप अनुदैर्ध्य दृश्य देखते हैं तो इस तरह से मेरिस्टेम बनाए रखा जाता है यह केंद्रीय मेरिस्टेम है और फिर आपके पास लेटरल अंग आते हैं जैसा कि मैंने कहा कि मेरिस्टेम की प्रकृति के आधार पर अगर यह शूट मेरिस्टेम है तो लेटरल अंग पत्ती होगी अगर यह इन्फ्लोरेसन्स मेरिस्टेम है तो लेटरल अंग फूल होगा दोनों स्थापना और डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया में काफी समान हैं यदि आप शूट एपिकल मेरिस्टम देखते हैं तो कुछ डोमेन हैं तो जो डोमेन आप यहाँ देख रहे हैं उसे सेंट्रल ज़ोन कहा जाता है यह मेरिस्टेम के केंद्र में है तो आपके पास केंद्रीय क्षेत्र को फ़्लैंकिंग करने के लिए एक परत है जिसे पॅरिफ़ॅरॅल ज़ोन कहा जाता है और फिर आपके पास एक डोमेन या ज़ोन है जो केंद्रीय डोमेन के नीचे है जिसे रिब ज़ोन कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जिसका हरा रंग मूल रूप से स्टेम सेल क्षेत्र है तो इस डोमेन को बनाए रखा जाता है और जब सेल केंद्रीय क्षेत्र में या स्टेम सेल निच में मौजूद होते हैं तो उनके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होगी लेकिन एक बार जब वे केंद्रीय डोमेन छोड़ देते हैं और पॅरिफ़ॅरॅल ज़ोन में प्रवेश करते हैं या रिब क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे मूल रूप से अपनी स्टेम सेल प्रॉपर्टी खो देते हैं और फिर डिफ़र्इन्शीएशन विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम की अलग अलग परतें भी हैं तो आपके पास यह पहली परत हो सकती है जिसे L1 कहा जाता है फिर दूसरी परत जो L1 के नीचे होती है उसे L2 कहा जाता है और फिर उसके नीचे की परत को L3 परत कहा जाता है तो यह शूट एपिकल मेरिस्टेम का संगठन है और यह योजनाबद्ध दृष्टिकोण है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मध्य क्षेत्र में यह क्षेत्र आपकी स्टेम कोशिकाएँ हैं और इस क्षेत्र को संगठित कोशिकाएँ भी कहा जाता है आयोजन केंद्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोजन केंद्र रूट एपिकल मेरिस्टेम के QC के बराबर है और यह स्टेम सेल निच पज़िशनिंग और मेन्टिनॅन्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह SAM की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तस्वीर है आप देख सकते हैं कि यह केंद्रीय क्षेत्र है और फिर ये प्राइमोर्डिया या लेटरल अंग हैं जो इस शूट एपिकल मेरिस्टिकम से आ रहे हैं यदि आप स्थापना को देखते हैं जब मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टेम स्थापित होता है तो यह भ्रूणजनन के बहुत प्रारंभिक चरण में होता है तो यदि आप पिछली कक्षा को याद करते हैं तो आप पाएंगे कि पहली कोशिका जो कोशिका विभाजन शुरू करती है जाइगोट है और फिर जाइगोट कोशिका विभाजन की एक श्रृंखला की प्रक्रिया से गुजरती है और यह भ्रूण के विकास के विभिन्न चरणों से गुजरती है और एक विशेष चरण में इस चरण के दौरान यदि आप इस लेट स्थिति को देखते हैं तो इस क्षेत्र को मूल रूप से एक शूट एपिकल मेरिस्टम असाइन्ड् किया गया है और यह क्षेत्र रूट एपिकल मेरिस्टेम के रूप में और फिर आपके पास परिपक्व सीड्लिंग का एक प्रकार है यदि आप देखते हैं तो शूट एपिअल मेरिस्टेम यहां स्थित है यदि आप यहां देखें तो यह जाइगोट है एकल कोशिका जाइगोट है और यह पहला कोशिका भ्रूण है तो पहला कोशिका विभाजन यहाँ हुआ है और आप स्पष्ट रूप से दो न्यूक्लियस देख सकते हैं और यदि आप यहाँ देखें तो भी पहला कोशिका विभाजन असममित है इसलिए विकास में असममित सेल डिवीजनविशेष रूप से पौधों के विकास में असममित सेल डिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जो अंततः उचित विकासात्मक कार्यक्रम को जन्म देती है या उचित विकासात्मक कार्यक्रम की स्थापना करती है तो यहां जाइगोट में भी आप यहां देख सकते हैं कि पहला असममित कोशिका विभाजन मूल रूप से बाद के विकास की प्रक्रिया को स्थापित कर रहा है और यह प्रक्रिया मूल रूप से पहले असममित सेल डिवीजन द्वारा रेगुलेट होती है दो पेथ्वे द्वारा रेगुलेट होती है एक पेथ्वे जो YDA द्वारा मीडीएट है जिसे YDA कहा जाता है और एक अन्य प्रक्रिया मूल रूप से होमोबॉक्स द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर WOX2 WOX8 और WOX9 होते हैं और जाइगोट में दोनों पेथ्वे मूल रूप से असममित कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहे हैं यहां दिलचस्प बात यह है कि यह पेथ्वे SSP मैसेंजर RNA द्वारा सक्रिय हो रहा है जो मूल रूप से pollensपॉल्इन से ट्रेन्ज़्मिट होता है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम इनिशीएशन का पहला चरण या आप यह भी देख सकते हैं कि भ्रूणजनन की पहली अवस्था इन दो पेथ्वे को सक्रिय करने के साथ शुरू होती है और फिर बाद में वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इन जीनों की एक गतिशील अभिव्यक्ति और उनके ट्रेन्स्क्रिप्ट अभिव्यक्ति डोमेन है जो मूल रूप से कोशिकाओं के एपिकॅल फेट या कोशिकाओं के बेसल फेट को स्थापित करने में मदद करता है तो अगर आप यहाँ देखो यह जाइगोट है जाइगोट मूल रूप से सभी तीन ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर WOX2 WOX 8 WOX 9 को व्यक्त करता है लेकिन पहले असममित सेल डिवीजन WOX2 के बाद एपिकल सेल तक सीमित है जो आकार में छोटा है जबकि WOX 8 और WOX 9 वे बेसल सेल में अपनी अभिव्यक्ति बनाए रखते हैं बाद में आप इस स्तर पर देख सकते हैं 8 कोशिका वाले एपिकल सबसे अधिक कोशिकाओं को वे WOX2 अभिव्यक्ति बनाए रखते हैं जबकि मूल कोशिकाओं के आधारभूत पक्ष वे मूल रूप से WOX 2 अभिव्यक्ति हैं और यह वह क्षेत्र है जो WOX 9 और WOX 8 को बनाए रखता है और WOX 8 को मूल रूप से इस सेल में बनाए रखा गया है तो यह आप बता सकते हैं कि वही ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर बदल रहे हैं या उनके अभिव्यक्ति पैटर्न मूल रूप से भ्रूणजनन के दौरान उचित एपिक और बेसल पैटर्निंग स्थापित करने में मदद कर रहे हैं और यह योजनाबद्ध आरेख है जिसे आप यहां देख सकते हैं तो पहले कोशिका भ्रूण में कोशिका विभाजन के बाद बेसल फेट में बेसल फेट मूल रूप से WOX 8 और WOX 9 द्वारा प्रमोटेड किया जाता है और फिर WOX 8 और WOX 9 किसी भी तरह से WOX2 अभिव्यक्ति को रोकने के लिए प्रेरित करता है और WOX 2 मूल रूप से PIN1 को सक्रिय करता है जो ऑक्सिन सिग्नलिंग मार्ग का एक प्रकार का रेगुलेटर है और फिर अन्य रेगुलेटर्स है और वे मूल रूप से स्टेम सेल की पज़िशनिंग या भ्रूणजनन के दौरान शूट एपिकल मेरिस्टेम की पज़िशनिंग या स्थापित करने में मदद करते हैं MP ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर है जो ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर 5 है तो यदि आप यहाँ देखते हैं तो MP के मैसेंजर RNA को यहां एपिकॅल पक्ष में व्यक्त किया गया है जबकि मैसेंजर RNA यहां TMO7 के साथ ओवरलैप करता है जबकि TMO7 प्रोटीन यहां भी मौजूद है और शूट एपिकल मेरिस्टेम स्थापना और मेन्टिनॅन्स के कुछ अन्य रेगुलेटर भी भ्रूणजनन की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय हो रहे हैं उदाहरण के लिए आप बाद में इस WUSCHEL CLAVATA 3 CUC STM पर देखेंगे ये सभी ऐक्टवेटर मूल रूप से किसी विशेष सेल में विशेष चरण में व्यक्त या सक्रिय होती हैं उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम उदाहरण के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे यह WUSCHEL CLAVATA सिग्नलिंग WUSCHEL CLAVATA सिग्नलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप पैटर्न को देखते हैं तो WUSCHEL सक्रिय हो रहा है और फिर CLAVATA आ रहा है जब CLAVATA आ रहा है तो WUSCHEL यहां प्रतिबंधित है CLAVATA ऊपरी परत पर है इसलिए यदि आप भ्रूण के इस चरण को देखते हैं आप देख सकते हैं कि CLAVATA3 यहां कहीं हैं और WUSCHEL यहां पोस्ट की गई है कि यह कैसे हो रहा है हम अगली स्लाइड में देखेंगे और SAM स्थापना रेगुलेटेड है स्लाइड समय देखें 1327 WOX बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लेकिन अगर आपके पास सिर्फ wox2 म्यूटॅन्ट है तो हमारे पास बहुत मजबूत फेनोटाइप नहीं है यदि आप चार म्यूटॅन्ट एक साथ 1 2 3 और 5 देखते हैं तो प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है और आप यहां क्या देख सकते हैं यह अभिव्यक्ति पैटर्न है यह CLAVATA3 का in situ संकरण है इसलिए यदि आप भ्रूणजनन के बहुत प्रारंभिक चरण को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह टिप पर यहां व्यक्त किया गया है तो यह मूल रूप से शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपरी हिस्से में रहता है और यहां आप बहुत स्पष्ट रूप से फ्लोरोसेंट मार्कर के साथ भ्रूण के विभिन्न विकास चरणों में देख सकते हैं और फिर अगर आपके पास wuschel म्यूटेंट है जब WUSCHEL मौजूद नहीं है यदि आप प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं CLAVATA3 अभिव्यक्ति ठीक हैलेकिन बाद में CLAVATA3 अभिव्यक्ति गायब हो रही है और अगर आप इस म्यूटेंटउ को देखते हैं तो मूल रूप से क्या होता है CLAVATA3 शुरू से भी मौजूद नहीं है तो CLAVATA3 जो शूट एपिकल मेरिस्टेम का बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेटर है wox म्यूटेंट पृष्ठभूमि में गायब है लेकिन जब आप PHABULOSA डालते हैं PHABULOSA अगर आपको पिछली कक्षा की कुछ बातें याद हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम चर्चा की है यह होमोबॉक्स डोमेन का एक वर्ग है जिसमें ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर है और इसे माइक्रो आरएनए द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसलिए यदि आप PHABULOSA लगाते हैं तो यह मूल रूप से माइक्रो आरएनए का प्रतिरोध है इसलिए यदि आप माइक्रो आरएनए बाइंडिंग के पक्ष में कुछ प्रकार के प्वाइंट म्यूटेशन बनाते हैं तो क्या होता है यह जीन अब माइक्रो आरएनए द्वारा रेगुलेटेड नहीं है तो आपके पास केवल एक रेगुलेशन हो सकता है और जब आप इस PHABULOSA को wox म्यूटेशन में वापस डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि clavata3 की अभिव्यक्ति सामने आ रही है तो यह मूल रूप से बताता है कि स्टेम कोशिकाओं के ये महत्वपूर्ण रेगुलेटर मूल रूप से शूट एपिकल मेरिस्टेम में भूमिका निभा रहे हैं तो अब अगर आप यहां देखें कि कौन से प्रमुख रेगुलेटर हैं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम मेन्टिनॅन्स के लिए जिम्मेदार हैं तो यह सेंट्रल ज़ोनcentral zone है यह रिब ज़ोन है यह पॅरिफ़ॅरॅल ज़ोन L1 L2 लेयर है और यह लेटरल ऑर्गन्सआ रहे हैं और यदि आप कुछ म्यूटेंट देखते हैं तो यह मूल रूप से जंगली प्रकार है आप शूट एपिकल मेरिस्टेम देख सकते हैं बहुत अच्छा लेकिन अगर आपके पास clavata म्यूटेंट है तो आप देख सकते हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेम थोड़ा बढ़ा हुआ है तो अधिक या बड़ा मेरिस्टेम आकार है जो सुझाव देता है कि CLAVATA शायद आकार को प्रतिबंधित करने में कुछ भूमिका निभा रहा है और शायद शूट एपिकल मेरिस्टम का आकार जबकि अगर आप wuschel बैकग्राउंड में wuschel म्यूटेंट देखते हैं तो आप मेरिस्टेम की तरह संरचना देखते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यह जल्दी terminated टर्मनेटिड हो गया है तो यहाँ पर प्रेमॅट्युअ टर्मनेशन होती है जबकि यहाँ मेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का लाभ है लेकिन अगर आप इस म्यूटेंट इस stm को देखते हैं शूट मेरिस्टेम कम म्यूटेंट आपको कोई मेरिस्टेम दिखाई नहीं देता है जिससे यह पता चलता है कि STM बहुत प्रारंभिक चरण में काम कर रहा है यहां तक कि शूट एपिकल मेरिस्टेम विशिष्ट प्रोग्राम शुरू करने के लिए और यदि आपके पास STM नहीं है तो मेरिस्टम्स का गठन नहीं किया जा रहा है लेकिन ये जीन ये थोड़ा अधिक काम कर रहे हैं बाद के चरण में वे मेरिस्टेम बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए यदि आप यहां सामान्य तरीके से देखते हैं कि क्या होता है तो यह CLAVATA3 मूल रूप से यहां व्यक्त किया गया है और वास्तव में CLAVATA3 की अभिव्यक्ति WUSCHEL द्वारा सक्रिय है इसलिए यदि आपको याद है कि WUSCHEL पहली बार यहां व्यक्त किया गया है तो WUSCHEL को जल्दी व्यक्त किया जाता है फिर wuschel मूल रूप से CLAVATA3 की अभिव्यक्ति को सक्रिय कर रहा है लेकिन एक बार यह CLAVATA3 की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है एक बार CLAVATA3 ऑन है CLAVATA3 है इसलिए मूल रूप से CLAVATA3 सिग्नलिंग पेप्टाइड का एक प्रकार है इसे रिसेप्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है जो CLAVATA1 है और एक बार यह सिग्नलिंग सक्रिय हो जाने पर यह WUSCHEL के अभिव्यक्ति डोमेन को रोक देता है CLAVATA सिग्नलिंग मार्ग यह सुनिश्चित करता है कि WUSCHEL अभिव्यक्ति डोमेन या WUSCHEL का ट्रेन्स्क्रिप्शन अभिव्यक्ति के डोमेन तक ही सीमित है और यदि आपको याद है कि यह सिग्नलिंग मॉड्यूल के समान दिखता है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम विकास के दौरान हमारे पास है हमारे पास CLE40 WOX5 की अभिव्यक्ति को रेगुलेट कर रहा है और यह काफी समान है तो यह मूल रूप से एक नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन है इसलिए wuschel CLAVATA3 को सक्रिय कर रहा है और CLAVATA 3 wuschel डोमेन को दबा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम का एक अन्य महत्वपूर्ण रेगुलेटर ऑक्सिन है ऑक्सिन और साइटोकिनिन के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है और यह संतुलन भ्रूणजनन WOX2 मॉड्यूल द्वारा रेगुलेटेड है तो यदि आपके पास WOX2 मॉड्यूल हैं तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है और यह बनाए रखा संतुलन मूल रूप से आवश्यक है या यह सेल डिवीजन और सेल डिफ़र्इन्शीएशन के बीच संतुलन को रेगुलेट करने या समन्वय करने और बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपके पास WOX म्यूटेंट है तो संतुलन मूल रूप से डिस्टर्ब है और यही कारण है कि आप डीफेक्ट देखते हैं एपिकल डोमेन में एक और महत्वपूर्ण बात है एपिकल डोमेन में यह एपिकल डोमेन के पॅरिफ़ॅरॅल में एपिकल डोमेन है कुछ जीन सक्रिय हैं इस जीन में से एक AHP6 है और AHP6 मूल रूप से साइटोकिनिन सिग्नलिंग का एक नेगेटिव रेगुलेटर है और अगर आप यहाँ देखते हैं तो यह विशेष रूप से केवल एपिक क्षेत्रों के पॅरिफ़ॅरॅल डोमेन में व्यक्त किया जाता है और WOX म्यूटेंट में यह अभिव्यक्ति डोमेन डिस्टर्ब है और आपके पास हर जगह AHP अभिव्यक्ति है इसी तरह यह एक अन्य प्रकार का मार्कर है जिसे एपिकल क्षेत्र में व्यक्त करने के लिए जाना जाता है और म्यूटेंट पृष्ठभूमि में यह गायब हो जाता है तो यह सुझाव देता है कि WOX म्यूटेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं मेरिस्टेम के एपिकल क्षेत्र को उचित फेट प्रदान करने में तो यदि आप एपिक क्षेत्र देखते हैं कि क्या हो रहा है तो एपिकल पक्ष में पॅरिफ़ॅरॅल डोमेन और केंद्रीय डोमेन हैं तो केंद्रीय डोमेन में WOX2 मॉड्यूल मूल रूप से सक्रिय हो रहा है WOX2 मॉड्यूल रेगुलेट कर रहा है माइक्रो आरएनए के माध्यम से होमोडोमैन जिप ट्रांसक्रिप्शन कारक को भी रेगुलेट कर रहा हैमाइक्रो आरएनए भी रेगुलेट कर रहा है जो हम देखेंगे कि बाद की स्लाइड्स में और यहां इस डोमेन में तो मूल रूप से WOX2 पॅरिफ़ॅरॅल डोमेन में AHP 6 और माइक्रो आरएनए की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर रहा है तो जब आपके पास WOX2 नहीं है यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि AHP6 अभिव्यक्ति केंद्रीय डोमेन में आ रही है और इस तरह का पाथवे ऑक्सिन और साइटोकिनिन सिग्नलिंग पाथवे की एक महत्वपूर्ण मात्रा को रेगुलेट करता है और यह महत्वपूर्ण संतुलन स्टेम सेल इनीशिएशन को रेगुलेट करता है और स्टेम सेल विभाजन और सेल डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम के बीच संतुलन को रेगुलेट करता है तो फिर से यह हार्मोनल रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप देखें यह केस तो यहाँ मूल रूप से STM अभिव्यक्ति है STM मेरिस्टेम में व्यक्त होता है तब CUC एक प्रकार का ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर है जो अंगों की बाउन्ड्री को रेगुलेट करता है तो मूल रूप से यह यहाँ मेरिस्टेम और अंगों के बीच बाउन्ड्री में व्यक्त किया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस बाउन्ड्री को बहुत स्पष्ट रूप से बनाए रखा जाना चाहिए और फिर आपके पास WUSCHEL है WUSCHEL को मेरिस्टेम के बहुत केंद्र क्षेत्र में व्यक्त किया गया है यदि आप ऑक्सिन साइटोकिनिन और जिबरेलिक एसिड की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं जो आप देखते हैं कि साइटोकिनिन स्टेम सेल क्षेत्र में मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से मौजूद है जबकि ऑर्गन प्राइमर्डिया में साइटोकिनिन की प्रतिक्रिया बहुत कम है लेकिन ऑक्सिन के विपरीत पैटर्न है तो यदि आप मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र देखते हैं अधिकांश मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में उनके पास बहुत अधिक ऑक्सिन सिग्नलिंग नहीं है जबकि प्राइमोर्डिया अंग प्रिमोर्डिया में उनके पास उच्च मात्रा में ऑक्सिन सिग्नलिंग है गिबरेलिक एसिड ऑक्सिन से काफी मिलता जुलता है लेकिन ऑक्सिन भी यहां कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है तो यह सुझाव देता है कि शायद साइटोकिनिन पॉजिटिवली रेगुलेटिंग है या शूट एपिक मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को रेगुलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जबकि ऑक्सिन नए अंग या पॅरिफ़ॅरॅल या लेटरल ऑर्गन इनीशिएशन शुरू करने वाले ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रहा है इसलिए यदि आप इस संरचना को देखते हैं तो यह सेंट्रल जोन पॅरिफ़ॅरॅल जोन है तो पॅरिफ़ॅरॅल जोन में आपके पास ऑक्सिन अनुपात में उच्च साइटोकिनिन जिसका मतलब आपके पास उच्च साइटोकिनिन और कम ऑक्सिन है तो यही कारण है कि गिबरेलिक एसिड कम है और STM हर जगह मौजूद है STM साइटोकिनिन सिग्नलिंग का एक पॉजिटिव रेगुलेटर और गिबरेलिक एसिड सिग्नलिंग का नेगेटिव रेगुलेटर है STM मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में साइटोकिनिन सिग्नलिंग को सक्रिय कर रहा है जहां गिबरेलिक एसिड कम है ऑक्सिन कम है फिर WUSCHEL सक्रिय हो रहा है यदि आपके पास साइटोकिनिन की उच्च मात्रा है तो यह ARR को सक्रिय करता है और फिर WUSCHEL को भी रेगुलेट करता है इसलिए यहां एक तरह का फीडबैक रेगुलेशन चल रहा है साइटोकिनिन और STM की उच्च मात्रा यह मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी सुनिश्चित करते हैं लेकिन यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं जहां अंग आ रहे हैं या साइट जहां ऑर्गोजेनेसिस शुरू करना है तो कम साइटोकिनिन और ऑक्सिन अनुपात है जो उच्च ऑक्सिन और कम साइटोकिनिन है यदि आपके पास उच्च ऑक्सिन है तो यह STM गतिविधि को रोक रहा है यह साइटोकिनिन गतिविधि को रोक रहा है और यह संभवतः CUC गतिविधि का निवास है और यह सारी प्रक्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस विशिष्ट कार्यक्रम को शुरू करने में मदद कर रही है और यह एक साथ यह सुनिश्चित करना है कि मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में सेल को विभाजित किया जाना चाहिए लेकिन उस क्षेत्र में जहां प्राइमर्डिया को आना है वहां सेल डिवीजन को प्रतिबंधित करना है या स्टेम सेल प्रॉपर्टी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस विशिष्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो अगर आप मध्य क्षेत्र को देखते हैं मध्य क्षेत्र में STM साइटोकिनिन बायोसिंथेटिक एंजाइम को सक्रिय कर रहा है जो कि IPT7 है और आपके पास साइटोकिनिन की उच्च मात्रा है और फिर साइटोकिनिन साइटोकिनिन रिस्पांस रेगुलेटर की अभिव्यक्ति को रेगुलेट कर रहा है और फिर यह मूल रूप से WUSCHEL CLAVATA सिग्नलिंग की स्थापना या WUSCHEL CLAVATA सिग्नलिंग मार्ग के रेगुलेशन में मदद कर रहा है दूसरी ओर यदि आप YUCCA ऑक्सिन संश्लेषण जीन को देखते हैं औक्सिन ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर को सक्रिय कर रहा है और वे मूल रूप से यहां ARR गतिविधि को रोक रहे हैं लूप स्टेम सेल की पहचान स्थापित कर रहा है लेकिन पॅरिफ़ॅरॅल जोन में या उस क्षेत्र में जहां आपके पास एक प्राइमर्डिया होना चाहिए जहां MP उच्च ऑक्सिन द्वारा सक्रिय हो रहा है और STM रीप्रिस्ट हो रहा है और इससे पॅरिफ़ॅरॅल जोन में प्राइमर्डिया का गठन होता है ऑक्सिन और WUSCHEL और CLAVATA सिग्नलिंग मार्ग के इस प्रमुख रेगुलेटर के अलावा माइक्रो आरएनए को स्टेम सेल प्रॉपर्टी या शूट एपिकल मेरिस्टेम फ़ंक्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेटर के रूप में पहचाना गया है उदाहरण के लिए यदि आपके पास dcl1 म्यूटेंट है तो DCL1 मूल रूप से एक प्रणाली है जो माइक्रो आरएनए या छोटे आरएनए के जैवजनन में मदद करता है तो यदि आपके पास म्यूटेंट है माइक्रो आरएनए मार्ग बाधित हो रहे हैं और यदि आप यहां म्यूटेंट पृष्ठभूमि में देखते हैं तो क्या होता है कि उचित भ्रूणजनन नहीं हो रहा है और यदि आप इस चरण को देखते हैं तो डबल म्युटेंट में असंगठित वृद्धि या विकास होता है फ़िनोटाइप के विभिन्न प्रकार या फ़िनोटाइप के विभिन्न वर्ग हैं लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि शूट म्युटिकल मेरिस्टेमेटिक का उचित संगठन और मेन्टिनॅन्स इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में नहीं हो रहा है और अगर आप ऑक्सिन रिस्पांस या STM की अभिव्यक्ति को देखते हैं क्योंकि इस उचित ऑक्सिन रिस्पांस को शुरू करना होगा इसलिए उचित ऑक्सिन मैक्सिमा को प्राप्त करना होगा जहां इसे प्राप्त किया जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑर्गोजेनेसिस शुरू नहीं होगा उसी समय पर STM जो कि मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेटर है सक्रिय होना होगा बनाए रखने के लिए तो एक उचित संतुलन बनाने के लिए दोनों प्रक्रिया को ठीक से कार्य करना होगा और यदि आप इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में देखते हैं तो न तो उचित ऑक्सिन प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा है यदि आप यहां देखते हैं कि ऑक्सिन प्रतिक्रिया बहुत ही डिश लोकलाइज्ड है या यह सही जगह पर नहीं है यह जंगली प्रकार में एक विशिष्ट ऑक्जिन प्रतिक्रिया है लेकिन यदि आप dcl म्यूटेंट में देखते हैं तो वे बहुत ही डिफ़्यूज़्ड तरह की प्रतिक्रिया होती हैं यह ठीक से व्यवस्थित नहीं हो रही है उसी समय यदि आप dcl म्यूटेंट को देखते हैं और यदि आप जंगली प्रकार में एसटीएम प्रमोटर गतिविधि की अभिव्यक्ति देखते हैं तो यह बहुत अच्छी तरह से तैनात है और सही डोमेन में व्यक्त होती है लेकिन म्यूटेंट पृष्ठभूमि में अभिव्यक्ति अब यहां नहीं है और यह सच है शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए दूसरे मार्कर के लिए तो यह सुझाव है कि जब आपने माइक्रो आरएनए मार्ग को बाधित किया है तो अनिवार्य रूप से न तो स्टेम सेल बनाए रखा जाता है और न ही उचित ऑर्गोजेनेसिस हो रहा है क्योंकि ऑक्सिन मैक्सिमा उत्पन्न नहीं हो रहा है या यहां उचित ऑक्सिन प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं तो यह सुझाव देता है कि सूक्ष्म आरएनए शूट एपिल मेरिस्टेम में चरणों और गतिविधि को रेगुलेट करने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग में से एक के रूप में काम कर रहे हैं तो यह एक विशिष्ट शूट एपिक मेरिस्टेम है आपके पास स्टेम सेल गतिविधि चल रही है फिर आपके पास WUSCHEL अभिव्यक्ति डोमेन है CLAVATA3 WUSCHEL पाथवे यहाँ काम कर रहा है WUSCHEL यहां ARR7 को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है और यह साइटोकिनिन सिग्नलिंग मार्ग है और फिर LOG साइटोकिनिन बायोसिंथेटिक एंजाइम है तो STM IPT7 के माध्यम से साइटोकिनिन जैवसंश्लेषण को सक्रिय कर रहा है और यहां LOG सक्रिय हो रहा है आखिरकार इस क्षेत्र में हमारे पास साइटोकिनिन की एक उच्च मात्रा है और साइटोकिनिन WUSCHEL को बनाए हुए है और ARR यहां एक उचित स्टेम सेल प्रॉपर्टी बनाए हुए है लेकिन अगर आप पॅरिफ़ॅरॅल जोन में या लेटरल क्षेत्र में आते हैं जहां ऑक्सिन अधिक है तो यह ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर MP को सक्रिय कर रहा है जो कि मेरिटोकैमिक क्षेत्र में साइटोकिनिन के डोमेन को प्रतिबंधित कर रहा है लेकिन यहां इसे निरस्त किया जाना चाहिए ताकि ऑर्गोजेनेसिस प्रक्रिया शुरू हो सके और अगर आप यहां देखें तो यह थोड़ा जटिल स्लाइड है लेकिन आम तौर पर आपको यह बताना है कि माइक्रो आरएनए एक उचित ध्रुवीयता या स्टेम सेल रखरखाव स्थापित करने में कैसे मदद कर रहा है तो यहां आप असममित वितरण देख सकते हैं यदि आप इस पक्ष को देखते हैं जो मूल रूप से ऐबैक्सिअल पक्ष है तो आपके पास माइक्रो आरएनए की उच्च मात्रा है और यही कारण है कि इसका लक्ष्य जो कि HD ZIP है इस तरफ कम है और यदि आप ऐबैक्सिअल पक्ष की ओर देखते हैं तो इसमें HD ZIP अधिक है और माइक्रो आरएनए की कम मात्रा तो यहां तक कि ग्रेड्यॅन्ट या माइक्रो आरएनए की मात्रा और एक विशेष ट्रेन्स्क्रिप्शन फैक्टर जो माइक्रो आरएनए द्वारा रेगुलेट होता है स्टेम सेल गतिविधि और ऑर्गोजेनेसिस को एक साथ रखने और स्टेम सेल गतिविधि के साथ साथ ऑर्गेनोजेनेस के बीच एक समन्वय बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण हैं तो हम यहां रुकेंगेअगली कक्षा में हम शूट विकास भाग जारी रखेंगे